नमस्कार इस NPTEL मैस्सिव ऑनलाइन ओपन कोर्स तार रहित संचार के लिए आकलन के पहले मॉड्यूल में स्वागत है तो यह आकलन या आकलन सिद्धांत पर MOOC हैतो हम इस पाठ्यक्रम में आकलन मोड पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं जो आमतौर पर तार रहित संचार के लिए प्राचर आकलन के नाम से भी जाना जाता है तो यह आकलन सिद्धांत पर मैस्सिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है तार रहित संकेत के लिए ठीक है जैसा कि विशेष रूप से आकलन सिद्धांत उपयुक्त है और आकलन सिद्धांत और तार रहित संचार के तार रहित संचार प्रणाली में अनुप्रयोग है तार रहित संचार में हम मूल रूप से MIMO OFDM संचार प्रणाली और तार रहित संवेदन जाल तन्त्र पर भी ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और तार रहित संचार के लिए ठीक है इस प्रकार यह विशिष्ट है तो हम इस संकल्पना ध्यान केंद्र करने जा रहे हैं और अनुप्रयोग जिन्हें हम देखने जा रहे हैं वह तार रहित संचार प्रणाली MIMO OFDM तार रहित संचार प्रणाली की ओर केंद्रित होने जा रहे हैं आप में से कई लोग इस अवधारणा से परिचित होंगे यह MIMO है इसका अर्थ है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल निर्गत तार रहित संचार प्रणाली और दूसरा महत्वपूर्ण समूह इस में प्रणाली है OFDM या ऑर्थोगोनल फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग MIMO OFDM प्रणाली जोकि मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल निर्गत है और OFDM मतलब ऑर्थोगोनल फ्रिक्वेंसी डिवीजन मतलब तार रहित संचार प्रणाली MIMO OFDM पर आधारित है हम तार रहित संवेदन जाल तन्त्र में आकलन सिद्धांत के अनुप्रयोगों को देखने जा रहे हैं जो एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां आकलन आकलन की अवधारणा व्यापक रूप से लागू होती है इसलिए हम तार रहित संवेदन जाल तन्त्र को देखने जा रहे हैं यह मूल रूप से संक्षिप्त में WSN कहलाता हैं तार रहित संवेदन जाल तन्त्र मूल रूप से तार रहित लिंक से जुड़े सेंसर नोड्स का समूह है मतलब इन तार रहित संवेदन जाल तन्त्र में बड़ी संख्या में सेंसर नोड्स होते हैं जो एक नेटवर्क बनाते और ये सेंसर नोड्स जुड़े हुए होते हैं और तार रहित लिंक पर संचार कर सकते हैं ये आम तौर पर तापमान दबाव आर्द्रता वगैरह जैसे विभिन्न मापदंडों को मापते हैं और फिर इन मापों को तार रहित सेंसर नोडस् से आम तौर पर एक फ्यूजन सेंटर को या एक क्लस्टर हेड को संचारित किया जाता है जहां से वे मूल रूप से अन्य डिवाइसेज को प्रसारित होते हैं और इस प्रकार तार रहित संवेदन जाल तन्त्र के उपयोग बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार की चीजों जैसे स्वास्थ्य निगरानी आदि में हैं तार रहित संवेदन जाल तन्त्र तार रहित संचार में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है इस प्रकार मूल रूप से तार रहित संवेदन जाल तन्त्र में बहुत सारे नोड्स होते हैं यह तार रहित लिंक पर बहुत सारे जुड़े हुए नोड्स से बना होता है ये नोड्स ये सेंसर नोड्स के रूप में भी जाने जाते है संवेदन जाल तन्त्र में ये सेन्सिंग नोड्स है और ये सेंसर नोड्स है और आकलन सिद्धांत आकलन की अवधारणा जिसे हम इस पाठ्यक्रम में देखने जा रहे हैं का उपयोग दोनों MIMO OFDM तार रहित संचार प्रणाली में हैं और तार रहित संवेदन जाल तन्त्र में भी हैं जो वर्तमान में विकासशील मिसाल हैं या तार रहित संचार में वर्तमान अनुसंधान क्षेत्रों रुचि के सक्रिय क्षेत्रों और वर्तमान अनुसंधान को विकसित कर रहे हैं तो आइए हम मूल रूप से आकलन सिद्धांत या आकलन की अवधारणा को देखना शुरू करते हैं शुरू करने के लिए आइए एक एकल सेंसर नोड के साथ तार रहित संवेदन जाल तन्त्र में एक सरल परिदृश्य पर विचार करें तो आइए आकलन या आकलन सिद्धांत के इस क्षेत्र को समझने के लिए एक एकल सेंसर नोड के साथ एक सरल संवेदन जाल तन्त्र में क्या होता है से शुरू करते हैं यह मेरा सेंसर नोड हैं समझ लो यह मेरे पास एक सेंसर नोड है जो एक फेनोमिनल सेंस कर रहा है यह आपका सेंसर नोड है और प्रत्येक सेंसर नोड मूल रूप से यह क्या कर रहा है यह सेंस कर रहा है या यह उचित माप करके फेनोमिनल सेंस कर रहा है तो यह सेंसर नोड फेनोमिनल को सेंस कर रहा है प्राचर को माप करके जो h से निरूपित कर रहे हैं इसे h भी कहा जाता है हम इस h को एक प्राचर कहेंगे यह अभीष्ट प्राचर है और यह किसी भी कंपोनेंट जो कि सेंस हो रहा है कोई भी फेनोमिनल को जो कि सेंस हो रहा है को दर्शा सकता है उदाहरण के लिए परिवेश का तापमान दबाव आर्द्रता वगैरह इत्यादि तो यह प्राचर h किसी फेनोमिनल को दर्शाता है जो कि सेंस हो रहा है उदाहरण तापमान दबाव आद्रता वातावरण में विभिन्न गैसों की मात्रा विभिन्न प्रदूषण इत्यादि इत्यादि तो यह प्राचर जो कि सेंस हो रहा है कोई भी खास प्राचर जो कि संवेदन जाल तन्त्र द्वारा सेंस किया जा रहा है तो सेंसर नोड इस का मापन कर रहा है यह इन मापों में h है और फिर बाद में परिवर्तित किया जाता है और फिर एक फ्यूजन सेंटर में भेजा जा सकता है या फिर सीधे फ्यूजन सेंटर में भेजा जा सकता है ठीक है तो यह प्राचर h को दर्शाता है इस प्रकार सेंसर नोड यह एक माप बना रहा है जिसे हम अवलोकन के रूप में भी कहेंगे तो यह प्राचर h का अवलोकन कर रहा है अब अक्सर ये अवलोकन सटीक प्राचर h को माप नहीं सकते हैं क्योंकि ये अवलोकन शोर से प्रभावित हो रहे हैं इसलिए ये अवलोकन आमतौर पर शोर पूर्ण होते हैं इसलिए इन्हें शोर अवलोकन कहा जाता है मान लीजिए मैं अपने अवलोकन को h y द्वारा निरूपित करता हूं इसलिए यह मेरा अवलोकन y है प्राचर h का अवलोकन आमतौर पर शोर v से प्रभावित होने वाला है इसलिए यह v आपके शोर का दर्शाता है h प्राचर को दर्शाता है जैसा कि हम पहले से ही देख रहे हैं और मूल रूप से y आपका अवलोकन है जो आपका शोर पूर्ण अवलोकन भी है इसलिए हमारे पास जो मॉडल है जिसे हम शुरुआत से प्रयोग कर रहे हैं वह यह है कि अवलोकन बराबर है प्राचर के मतलब आपके प्राचर शोर के बराबर है आपका अवलोकन मूल रूप से एक शोर पूर्ण अवलोकन है और अवलोकन मूल रूप से प्राचर के बराबर है मतलब शोर पूर्ण अवलोकन y बराबर है प्राचर h शोर के जो कि v है जैसा कि हम तार रहित संचार के आकलन के पाठ्यक्रम पर हैं हम इस मॉडल का उपयोग करने जा रहे हैं और मूल रूप से इस मॉडल के परिष्कृत संस्करण का उपयोग करने जा रहे हैं इसलिए अवलोकन आमतौर पर शोर v की उपस्थिति में प्राचर h के रूप में मॉडलिंग की जाती है और आमतौर पर यह शोर v यह शोर v आमतौर पर यह गौसियन शोर होता है आमतौर पर यह गौसियन शोर है पून शोर के लिए एक बहुत ही सामान्य मॉडल मतलब शोर में Gaussian प्रकृति है या प्रासामान्य है गौसियन जो सामान्य है मतलब शोर का एक गौसियन प्रायिकता घनत्व फलन है मतलब शोर का पी डी एफ है मतलब प्रायिकता घनत्व फलन गौसियन या प्रासामान्य प्रायिकता है यह प्रायिकता घनत्व है इस शोर v का प्रायिकता घनत्व फलन P D F Gaussian है और कोई भी गौसियन जो कि यह शोर v है मूलतः एक गौसियन यादृच्छिक चर है और किसी भी गौसियन यादृच्छिक चर का वर्णन माध्य और प्रसरण से किया जाता है और आम तौर पर यह शोर भी हम इसका माध्य 0 और प्रसरण सिग्मा का वर्ग मान रहे हैं यह शोर v 0 माध्य है कि v का प्रत्याशित मान 0 के बराबर है और आगे इस शोर का प्रसरण जो कि प्रत्याशा v का वर्ग सिग्मा का वर्ग के बराबर है चूंकि यह प्रत्याशा v का वर्ग है यह भी मूल रूप से पावर प्रसरण या शोर प्रसरण या शोर पावर है सिग्मा v सिग्मा का वर्ग और इसलिए यह गौसियन है जिसका माध्य 0 और प्रसरण सिग्मा का वर्ग है इसे स्क्रिप्ट n 0 सिग्मा का वर्ग के रूप में दर्शाया गया है सिग्मा का वर्ग जहां मूल रूप से यह 0 माध्य को दर्शाता है यह सिग्मा का वर्ग शोर के प्रसरण को दर्शाता है तो हम क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि हमारे पास प्राचर h का यह शोर अवलोकन मॉडल है अवलोकन y बराबर है h v और इसलिए और हम यह भी मानते हैं कि यह शोर v मूल रूप से गौसियन शोर है मतलब शोर का एक PDF है या एक प्रायिकता घनत्व फलन जो माध्य 0 और प्रसरण के साथ गौसियन है या मूल रूप से पावर सिग्मा है अब कोई प्रश्न पूछ सकता है यदि शोर v गौसियन है तो अवलोकन y का प्रायिकता घनत्व फलन क्या है इसलिए हमारे पास y प्राचर h v के बराबर है और हमने कहा था कि हम यह मान रहे हैं कि यह v गौसियन शोर है जिसका माध्य 0 और प्रसरण सिग्मा का वर्ग है अब y क्या है प्रायिकता घनत्व फलन क्या है P D F क्या है यादृच्छिक चर y का F Y Y क्या है जहां y मूल रूप से है याद करिए y अवलोकन है तो y का PDF या प्रायिकता घनत्व फलन क्या है अब आप देख सकते हैं कि मूल रूप से v गौसियन है और प्राचर h एक स्थिरांक है यह एक अज्ञात स्थिरांक है इसलिए जब v गौसियन है और आप एक गौसियन के साथ एक स्थिरांक जोड़ रहे हैं निर्गत निर्गत की प्रायिकता घनत्व फलन या अवलोकन गौसियन ही बने रहेंगे y में भी एक गौसियन है यह गौसियन यादृच्छिक चर है अवलोकन y एक गौसियन यादृच्छिक चर है मैं इसे r v के द्वारा निरूपित करने जा रहा हूं r v का अर्थ है यादृच्छिक चर इसलिए निर्गत एक गौसियन Random है निर्गत एक गौसियन यादृच्छिक चर है और PDF क्या है y का माध्य क्या है अब इस पर गौर करें हमारे पास गौसियन शोर v है जिसका माध्य 0 है जिसमें एक स्थिरांक h जोड़ा जा रहा है इसलिए माध्य इस स्थिरांक के मान से स्थानांतरित हो जाता है जो h है इसलिए y का माध्य मूल रूप से बल्कि h है क्योंकि v शोर का 0 माध्य है इसलिए y का प्रत्याशित मान याद रखें y का प्रत्याशित मान बराबर होता है h v के प्रत्याशित मान के जो y है जो h के प्रत्याशित मान और v के प्रत्याशित मान के जोड़ के बराबर होता है हमने पहले ही देख लिया है कि यह मूल रूप से माध्य 0 है इसलिए v का प्रत्याशित मान 0 है h एक स्थिर है इसलिए प्रत्याशित मान h है इसलिए हमारे पास y का प्रत्याशित मान बराबर है h के हाँ अब y का प्रसरण क्या है यह भी देखना आसान है y का प्रसरण है y घटा h का प्रत्याशित मान है घटा h मतलब y घटा उसके माध्य का पूर्ण वर्ग मतलब y है यादृच्छिक चर y का प्रत्याशित मान का माध्य है y का प्रत्याशित मान है y घटा माध्य मतलब h का पूर्ण वर्ग लेकिन y h पून v है जो कि शोर है क्योंकि y बराबर h v के y h बराबर है v के इसलिए y h बराबर v के इसलिए के वर्ग का प्रत्याशित मान v वर्ग का प्रत्याशित मान है लेकिन ऊपर से हम पहले से ही जानते हैं कि शोर वेरियेन्स v सिग्मा का वर्ग है जिसका अर्थ है कि v वर्ग का प्रत्याशित मान सिग्मा का वर्ग के बराबर है इसलिए यह y का प्रसरण भी सिग्मा है इस प्रकार y का प्रसरण मूल रूप से मूल रूप से सिग्मा का वर्ग है इस प्रकार y हमारे पास y भी गौसियन यादृच्छिक चर है इसे स्क्रिप्ट n द्वारा निरूपित किया जाता है माध्य h है और प्रसरण सिग्मा का वर्ग है और यह एक दिलचस्प परिणाम है जो शोर पूर्ण अवलोकन y है जो मूल रूप से प्राचर h है योगात्मक गौसियन शोर से प्रभावित है शोर v योगात्मक है और प्रकृति में गौसियन है जिसका माध्य 0 है और प्रसरण सिग्मा का वर्ग है शोरपूर्ण अवलोकन y में एक गौसियन प्रायिकता घनत्व फलन भी है यह प्रकृति में गौसियन है लेकिन इसका माध्य h है जहां h एक प्राचर है प्रसरण अपरिवर्तित रहता है यह प्रसरण सिग्मा का वर्ग है और हम प्रायिकता यादृच्छिक चर के व्यंजक के ज्ञान से जानते हैं कि माध्य h के साथ और प्रसरण सिग्मा का वर्ग का गौसियन यादृच्छिक चर प्रायिकता घनत्व फलन इस प्रकार दिया जाता है तो यह है प्रायिकता घनत्व फलन fy y का जिसका माध्य और प्रसरण सिग्मा का वर्ग इस प्रकार दिया जाता है 1 बटा 2 पाई सिग्मा वर्ग का वर्गमूल e घात 1 बटा 2 सिग्मा वर्ग y घटा h का पूर्ण वर्ग जो कि गौसियन का प्रायिकता घनत्व फलन है यह गौसियन का प्रायिकता घनत्व फलन है गौसियन का PDF माध्य h और प्रसरण माध्य h और प्रसरण सिग्मा का वर्ग तो यह है प्रायिकता घनत्व फलन fy y का जिसे 1 बटा 2 पाई सिग्मा वर्ग का वर्गमूल e घात 1 बटा 2 सिग्मा वर्ग y घटा h का पूर्ण वर्ग के रूप में दिया जाता है जो अवलोकन y के प्राचर h का प्रायिकता घनत्व फलन योगात्मक गौसियन शोर v का माध्य 0 और प्रसरण सिग्मा का वर्ग की उपस्थिति में है तथापि अब हम आकलन की रूपरेखा पर आते हैं अब हम आकलन की अभिप्रेरण पर आते हैं स्पष्ट देखें यह प्राचर यह माध्य जो कि h है अज्ञात है यह प्राचर h अज्ञात है यह प्राचर है याद करें यह प्राचर h तापमान या दबाव के अनुसार है यह प्राचर h अज्ञात है यह प्राचर मैं स्पष्ट रूप से लिख दूं प्राचर h अज्ञात है इस प्रकार कोई अनुमान लगाना चाहेगा इस प्राचर का मतलब इस प्राचर h के निर्गतको कोई खोजना चाहेंगे जो संवेदन जाल तन्त्र के पीछे का विचार है यही कारण है कि हम जानना चाहते हैं कि परिवेश का तापमान क्या है या परिवेश का दबाव क्या है इसलिए कोई इस अज्ञात प्राचर h का अनुमान लगाना चाहेगा या कोई इस अज्ञात प्राचर h की गणना करना चाहेगा जिसे अज्ञात प्राचर के आकलन के रूप में जाना जाता है तो यह मूल रूप है जिससे कोई अनुमान लगाना चाहेगा इसलिए मूल रूप से हम हम इस शोर पूर्ण अवलोकन से प्रेरित होना चाहेंगे अज्ञात का आकलन करें अज्ञात प्राचर h और यह ज्ञात है क्योंकि यह मूल रूप से जाना जाता है मैं इसे ब्लॉक अक्षर में लिखता हूं यह मूल रूप से इस पाठ्यक्रम के पीछे का मुख्य विचार है यह मूल रूप से प्राचर आकलन के रूप में जाना जाता है इसलिए ये संरचनाएं जहाँ आप शोर पूर्ण अवलोकन से इस अज्ञात प्राचर h का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए याद रखें कि y इस प्राचर h का शोर पूर्ण अवलोकन है जो सेंसर द्वारा बनाया गया है इसलिए शोर अवलोकन से इस अज्ञात प्राचर h की आकलन करने की कोशिश कर रहा है या प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं यह मूल रूप से प्राचर आकलन का ढांचा है और हम ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और मूल रूप से इस पाठ्यक्रम के बाकी मॉड्यूल में इस पर ध्यान केंद्रित करने वाले है जैसे कि कैसे प्राचर का आकलन करेंगे यह की इस प्राचर h का आकलन शोर पूर्ण अवलोकन से कैसे करना है यह की हमारे पास शोर पूर्ण अवलोकन y है कैसे शोर पूर्ण अवलोकन से प्राचर का आकलन करते हैं यही हमारा केंद्र होने जा रहा है यही हमारा इस बाकी के पाठ्यक्रम का केंद्र होगा मूल रूप से यह मोटे तौर पर संरचना को बनाता है या प्राचर आकलन के क्षेत्र में और जैसा कि हमने शुरुआत में यह कहा था इस मॉड्यूल के कि इसकी विस्तृत विविधताएं हैं इसके मूल रूप से सेल्यूलर नेटवर्क में 3G और 4G थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन के संदर्भ में जो MIMO का प्रयोग करता है मतलब मल्टीपल इनपुट मल्टीपल निर्गत और OFDM ओर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग संचार प्रणाली दोनों के विस्तृत अनुप्रयोग इसके मूल रूप से सेल्यूलर नेटवर्क में 3G और 4G थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन के संदर्भ में जो MIMO का प्रयोग करता है मतलब मल्टीपल इनपुट मल्टीपल निर्गत और OFDM ओर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग संचार प्रणाली दोनों के विस्तृत अनुप्रयोग और तार रहित संचार नेटवर्क जो बड़ी संख्या में सेंसर नोड्स का प्रयोग करता है मूल रूप से जो इन विभिन्न प्राचरो को माप रहे है जैसे कि तापमान दबाव आदि और इन मापो को तार रहित लिंक पर क्लस्टर हेड या फ्यूजन सेंटर को संचारित कर रहा है इस प्रकार यह मॉडल मूल रूप से आरंभिक मॉडल प्रारंभिक बुनियादी आकलन के लिए प्रारंभिक मॉडल की स्थापना करता है जिसे आप परिभाषित करने विकसित करने जा रहे हो और विभिन्न आकलनो विभिन्न मॉडलों को देखने जा रहे हैं साथ साथ आकलन के लिए विभिन्न तकनीकों की रणनीतियों और साथ ही विभिन्न पद्धतियों के प्रदर्शन को जिन्हें हम तार रहित संचार में उपयोग करने जा रहे हैं दोनों तार रहित सेल जाल तन्त्र और तार रहित संवेदन जाल तन्त्र में भी हम आगामी मॉड्यूस में अन्य पहलुओं को जारी रखेंगे